छात्रों का स्वागत हैं चर्चा के अंतिम भाग में हम ऑपरेटिंग चक्र की अवधारणा के बारे में बात कर रहे थे जो एक फर्म की आवश्यकताओं अनुसार कार्यशील पूंजी का आकलन करने में बहुत उपयोगी उपकरण है हमने देखा कि ऑपरेटिंग चक्र कैसे काम करता है और ऑपरेटिंग चक्र के विभिन्न चरण क्या है ऑपरेटिंग चक्र के तहत मुख्य उद्देश्य यह है कि नकदी का निवेश कर कच्चा माल खरीदा जाए और इससे तैयार उत्पाद में परिवर्तित किया जाए और फिर तैयार उत्पाद को वापस से नगदी में परिवर्तित किया जाए इसलिए जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था कि फर्म का उद्देश्य ऑपरेटिंग चक्र की अवधि को कम से कम करना और एक वर्ष में अधिकतम ऑपरेटिंग चक्रों को पूरा करें जिसकी अवधि 360 या 365 दिनों की है यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप अपने ऑपरेटिंग चक्र का प्रबंधन कैसे करते हैं और साथ ही कुछ बाहरी कारकों पर भी जिन पर आपका नियंत्रण नहीं है परंतु बहुत हद तक ऐसे कारणों पर जो कि नियंत्रित किए जा सकते हैं और अगर हम हर चीज का उचित ध्यान रखते हैं तो मुझे लगता है कि परिचालन की अवधि चक्र को नियंत्रण में रखा जा सकता है तो उस भाग में हमने चर्चा की कि हमारे पास 2 प्रकारके परिचालन चक्र होते हैं एक हैं सकल परिचालन चक्र और दूसरा हैं शुद्ध परिचालन चक्र और हमने सीखा कि सकल परिचालन चक्र की गणना कैसे करें और शुद्ध परिचालन चक्र की गणना कैसे करें अब हम इस बारे में जानेंगे कि GOC के मामले में हमने देखा कि विभिन्न चरण जिन पर हम काम करते हैं जैसे कच्चा माल रूपांतरण अवधि और WIP रूपांतरण अवधि और तैयार माल की रूपांतरण अवधि और फिर BDP यानी कि पुस्तक ऋण अवधि तो इन विभिन्न अवधियों की गणना कैसे करें इन अवधियों की गणना के लिए मतलब कच्चे माल की स्टेज पर रूपांतरण अवधि WIP के स्टेज पर तैयार माल के स्टेज पर और पुस्तक ऋण की स्टेज पर इन रूपांतरण अवधि की गणना कैसे करें जो अब हम सीखने जा रहे हैं और फिर इसी तरह हमें PDP की भी गणना करनी होगी जो कि भुगतान अवधि है और P की भी गणना करनी होगी एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि इस भुगतान अवधि की गणना कैसे करें जिससे कि इसकी मात्रा निर्धारित कर सकें और हमें दी गई कुल जानकारी को दिनों की संख्या में परिवर्तित कर चारों अवधिओं को जोड़ते हैं हम GOC की गणना करते हैं PDP शुद्ध परिचालन चक्र है इसका मतलब यह है की इन अवधियों की गणना के लिए हमारे पास कुछ सूत्र या कुछ प्रणालियाँ हैं और हम इन फार्मूला का उपयोग कर इस अवधि की गणना कर सकते हैं इसलिए उदाहरण के लिए हम अब बात करने जा रहे हैं पहली बात जो कि यह है कि कच्चा माल RMCP कच्चे माल रूपांतरण अवधि या एक तरह से हम उन्हें कच्चे माल की अवधि भी कह सकते हैं इसे अन्य नाम के तहत कच्चे माल की अवधि भी कहा जाता है जिसका मतलब है कि कच्चा माल कितने समय तक कच्चे माल के रूप में रहता है वह अवधि कच्चे माल की अवधि कहलाती है तो आप इस सूत्र की सहायता से इस अवधि गणना की सकते हैं कच्चे माल का औसत स्टॉक कच्चा माल औसत द्वारा विभाजित कच्चे माल का औसत स्टॉक यह हुआ कच्चा माल प्रति दिन परिवर्तित या प्रतिबद्ध प्रति दिन औसत कच्चा माल हमने प्रति दिन कितना कच्चा माल प्रतिबद्ध किया है हम कितना कच्चा माल खरीद रहे हैं या हम उपयोग कर रहे हैं जो की प्रति दिन प्रतिबद्ध है यह DRM या RMCP की गणना का सूत्र है यह कच्चे माल का औसत स्टॉक है जिसको की प्रति दिन औसत कच्चे माल से विभाजित किया जाता है तो इसका मतलब यह है कि इस प्रकार हम कच्चे माल की अवधि की गणना कर सकते हैं अब हम WIPCP के गणना करेंगे जो कि दूसरा घटक है WIPCP या आप इससे WIP अवधि भी कह सकते हैं जो कि काम की प्रक्रिया की अवधि है और इस काम की प्रक्रिया की अवधि की गणना के लिए आपको औसत WIP इन्वेंटरी को औसत WIP मूल्य प्रति दिन प्रतिबद्ध से विभाजित करना है हम प्रति दिन कितना WIP कार्य प्रगति पर है जो हमारे पास है तो वह है औसत WIP जिसको हम प्रतिदिन प्रतिबद्ध करते हैं इस तरह से हम कार्य प्रगति पर है उसका रूपांतरण अवधि या WIP की अवधि की गणना कर सकते हैं और फिर हमें तैयार माल की अवधि की गणना करनी है तैयार माल कितने समय तक तैयार माल के रूप में रहता है और उन्हें कितना समय लगता है फर्म में तो इसे FGCP कहते हैं FGCP को आप तैयार माल की अवधि भी कह सकते हैं तैयार माल जो कि तैयार माल के स्तर पर है यानी कि तैयार माल का औसत जिसको की प्रतिदिन बेचे जाने वाले माल के मूल्य के औसत से भाग दिया जाता है इस प्रकार से तैयार माल की अवधि की गणना की जा सकती है तैयार माल की अवधि भी कह सकते हैं तो प्राप्त खातों की अवधि की गणना कैसे की जाती है इसके लिए औसत विविध देनदार को औसत क्रेडिट औसत क्रेडिट बिक्री प्रति दिन से विभाजित किया जाता है तो यह तरीका है जिससे हम पुस्तक ऋण अवधि या खातों की प्राप्ति की अवधि की गणना करते हैं और अंत में हम सीखेंगे कि PDP यानी भुगतान अवधि या देय खातों की अवधि DAP की गणना किस प्रकार की जाती है तो इसका अर्थ है कि देय भुगतान अवधि या देय खातों की अवधि है और इसकी गणना के लिए कि हमें क्या करना है हमें औसत विविध लेनदार को औसत क्रेडिट खरीद प्रतिदिन द्वारा विभाजित करना है तो इस तरह हम इस अवधि की गणना कर सकते हैं इसलिए यदि हमारे साथ यह अवधि है सभी 5 अवधि हम आसानी से सकल ऑपरेटिंग चक्र और शुद्ध ऑपरेटिंग चक्र की गणना कर सकते हैं और उस अवधि और ऑपरेटिंग चक्र की लंबाई आसानी से हम जान सकते हैं तो अब हम अपने ऑपरेटिंग चक्र की अवधि की गणना करने के लिए इन सूत्रों और इन विधियों का उपयोग करें और इस उद्देश्य के लिए हमने कुछ प्रश्न तैयार किए हैं और इन प्रश्नों में दी गई जानकारी के अनुसार हम हमारी ऑपरेटिंग चक्र की अवधि की गणना करेंगे हम ऑपरेटिंग चक्र की अवधि की गणना करने का प्रयास करेंगे आइए हम देखते हैं कि क्या प्रश्न दिए हैं यदि आप उन स्लाइड्स को देखते हैं जो वहां समस्याएं दी गई हैं और उन समस्याओं में जिन्हें हम उदाहरण के लिए कहते हैं पहली समस्या यह है कि संबंधित जानकारी यहां दी गई है और इस मामले में कच्चे माल का औसत स्टॉक है और उपभोज्य भंडार और पुर्जों की जानकारी हमें दी गई है औसत काम की प्रगति हमें दी गई औसत तैयार स्टॉक हमें दिया गया है औसत विविध देनदार हमें दिए गए हैं औसत विविध लेनदार हमें दिए गए हैं औसत देनदार का अर्थ है कि हम औसत देनदार कैसे कर सकते हैं देनदार खोलने और समापन देनदार की मदद से उदाहरण के लिए किसी भी वर्ष में शुरुआती देनदार कितने थे देनदारों का प्रारंभिक संतुलन और उस वर्ष के देनदारों का समापन संतुलन क्या था यदि आप इन 2 का योग लेते हैं और 2 से विभाजित करते हैं तो आप औसत देनदार की गणना कर सकते हैं इसी तरह औसत लेनदारों की गणना की जा सकती है फिर प्रति दिन औसत कच्चे माल की खपत और प्रति दिन प्रतिबद्ध या खपत फिर प्रति दिन औसत WIP प्रतिबद्ध है फिर प्रति दिन बेचे जाने वाले सामान की औसत लागत प्रति दिन औसत क्रेडिट बिक्री जो हमें 18000 दी गई है प्रति दिन औसत क्रेडिट खरीद 11000 है इसलिए पूर्वोक्त जानकारी के आधार पर हमें परिचालन चक्र की गणना करनी होगी और सकल परिचालन चक्र और शुद्ध परिचालन चक्र की सकल परिचालन चक्र को ऑपरेटिंग चक्र कहा जाता है लेकिन शुद्ध परिचालन चक्र का दूसरा नाम नकद चक्र है तो शुद्ध परिचालन चक्र या नकद चक्र समान है और ऑपरेटिंग चक्र या सकल परिचालन चक्र समान है तो अब हम उक्त ऑपरेटिंग चक्र अवधि अलग अलग अवधि की गणना करते हैं और फिर हम ऑपरेटिंग चक्र की अवधि की गणना करते हैं और फिर हम इस जानकारी जो हमारे पास उपलब्ध है उससे कैश चक्र या नगद चक्र की अवधि की गणना करते हैं तो अब जैसा कि हम पहले से ही सूत्रों को जानते हैं इसलिए अब हम DRM या RMCP कच्चे माल की अवधि की गणना करेंगे कच्चे माल की अवधि की गणना के लिए हमें क्या जानकारी दी गई है कच्चे माल का औसत स्टॉक कच्चे माल का औसत स्टॉक औसत स्टॉक कहलाता है सूत्र के लिए कच्चे माल के औसत स्टॉक को प्रति दिन खपत औसत कच्चे माल द्वारा विभाजित करने की आवश्यकता होती है और आपको प्रति दिन खपत औसत कच्चा माल दिया हुआ है और यही 10000 किलोग्राम हमें दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं कि DRM है 240 भाग 10 इसलिए यह अवधि का मान आया 24 दिन यह 24 दिन है अब हम DWIP की गणना करेंगे या आप कह सकते हैं कि यह WIPCP है आपको यह कहा जाता है कि सूत्र कहता है कि औसत WIP इन्वेंटरी को प्रति दिन औसत WIP मान द्वारा विभाजित किया है तो इसका मतलब है कि हमें WIP के बारे में जानकारी दी गई है जो 330 टन है 330 टन भाग प्रति दिन औसत WIP मूल्य जो हमें 15000 किलोग्राम है दी हुई है तो इसका मतलब है कि 330 को 15000 किलोग्राम से विभाजित किया गया है यह मान कितना आता है यह 22 दिन है यह 22 दिन है और फिर हमें अगली अवधि के लिए जाना है अगली अवधि की गणना के लिए जिसे FGCP कहा जाता है या हम इसे DFG कहते हैं DFG की गणना करने के लिए आवश्यकता यह है कि यह तैयार माल के औसत स्टॉक को प्रतिदिन बेचे जाने वाले सामान के औसत से भाग किया जाए तो तैयार माल का औसत स्टॉक क्या है 2 लाख रुपये के लिए 2 लाख रुपये तैयार माल का औसत स्टॉक है और भाजक की आवश्यकता क्या है भाजक यानी प्रतिदिन औसत बचे हुए माल की लागत प्रति दिन बेचे जाने वाले सामान की औसत लागत 20000 है तो क्या आप इसे 10 दिनों की अवधि के रूप में कहते हैं हमारे द्वारा यहां गणना की गई अवधि 10 दिन है फिर हमें अब खातों की प्राप्ति की अवधि या पुस्तक ऋण BDP पुस्तक ऋण अवधि की गणना करनी होगी तो इस खाते प्राप्ति मामले में यहाँ आवश्यकता हैं औसत विविध देनदार भाग प्रति दिन औसत क्रेडिट बिक्री तो औसत विविध देनदार क्या है यानी 36000 भाग है प्रति दिन औसत क्रेडिट बिक्री और प्रति दिन औसत क्रेडिट बिक्री कितना है यह है 18000 यह 18000 है इसलिए इन समस्याओं में दी गई जानकारी को देखें पहली समस्या जिसका हम सामना कर रहे हैं तो यह वह जानकारी है जो हम ले रहे हैं और यदि हम इसकी गणना करते हैं तो क्या है यहां अवधि और इसका माना या 20 दिन यह 20 दिन है और अब हमें अंतिम अवधि 5 वीं अवधि की गणना करनी है 5 वीं अवधि जो DAP है देय खातों की अवधि और यदि आप देय खातों की अवधि की गणना करते हैं तो आपको किस की आवश्यकता होती है आवश्यकता है औसत क्रेडिट बिक्री भाग औसत विविध लेनदारों ना की क्रेडिट बिक्री लेकिन औसत क्रेडिट लेनदारों भाग औसत प्रतिदिन क्रेडिट पर खरीदा हुआ माल तो क्या है विविध लेनदार विविध लेन देन करने वाले औसत विविध लेनदार हैं 220000 2 लाख बीस हजार भाग प्रति दिन क्रेडिट खरीद प्रति दिन औसत क्रेडिट खरीद कितना है यह है 11000 इसका मतलब है कि कुल अवधि 20 दिन है यह अवधि 20 दिन है इसलिए अब हमने सभी 5 अवधि की गणना की है और आसानी से हम ऑपरेटिंग चक्र की अवधि की गणना कर सकते हैं इसलिए हम कहेंगे कि ऑपरेटिंग चक्र की अवधि है DOC ऑपरेटिंग चक्र की अवधि DOC है और DOC है DRM DWIP DFG DAR सही है ये 4 अवधि हैं और हमने पहले ही इन अवधि की गणना करनी है जो है 24 फिर 22 है फिर 10 है और फिर 20 दिन है तो कुल योग कितना है यह 46 फिर 56 और फिर 76 दिनों का है कुल 76 दिन है यह परिचालन चक्र की 76 दिनों की अवधि है या आप इसे सकल परिचालन चक्र के रूप में कह सकते हैं जो कि GOC है और अब हमें शुद्ध परिचालन चक्र की गणना करनी है और नेट ऑपरेटिंग चक्र का दूसरा नाम नगद चक्र है तो DCC कितने के बराबर है 76 20 इसलिए यह 56 दिनों के लिए आता है यह 56 दिन है तो इस मामले में इसका मतलब है कि इस कंपनी के संदर्भ में आप कह सकते हैं कि उनका परिचालन चक्र 56 दिनों का है इसका अर्थ यह है कि जिस दिन उन्होंने कच्चा माल खरीदा था और जब उस कच्चे माल को तैयार उत्पाद में परिवर्तित किया गया और परिवर्तित तैयार उत्पाद उत्पादन को बिक्री मैं बदला गया था और फिर नकदी को फिर से नकदी में बदल दिया गया था इस कंपनी के मामले में यह कुल समय अवधि 56 दिन है तो यह शुद्ध परिचालन चक्र की अवधि है दरअसल परिचालन चक्र की अवधि 76 दिन थी लेकिन 20 दिनों से आपूर्तिकर्ता क्रेडिट या क्रेडिट अवधि की अनुमति दे रहे हैं जो आपूर्तिकर्ताओं द्वारा 20 दिनों की अनुमति है तो इसका मतलब है कि कंपनी का कैश कंपनी का कैश कितने दिनों के लिए अवरुद्ध है कंपनी का कैश कितने दिनों में नकदी में परिवर्तित हो जाता है जो कि 56 दिनों होता है 20 दिनों के लिए कंपनी ने कच्चे माल हेतु नकदी का निवेश नहीं किया है और कच्चा माल बड़ा हिस्सा है इसलिए इसका मतलब है कि कंपनी ने केवल 56 दिनों की अवधि के लिए नकदी का बड़ा हिस्सा निवेश किया है और यह अवधि है या इस अवधि की लंबाई है ऑपरेटिंग चक्र या परिचालन चक्र तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि एक वर्ष में कंपनी कितने ऑपरेटिंग चक्र को पूरा कर सकती है और एक ऑपरेटिंग चक्र को कितनी पूंजी की आवश्यकता है जो हमारे लिए सीखने के लिए अगला चरण होगा हमारे लिए यह सीखने का अगला चरण होगा लेकिन पहले हम सीख रहे हैं कि ऑपरेटिंग चक्र की अवधि की गणना कैसे करें इसलिए हमने सरल ऑपरेटिंग चक्र सीखा है और जिसके 2 घटक हैं सकल परिचालन चक्र और शुद्ध परिचालन चक्र अब इस ऑपरेटिंग चक्र की सीमा जो एक साधारण ऑपरेटिंग चक्र है इस ऑपरेटिंग चक्र की सीमा यह है कि यह सभी स्तर को समान महत्व देता है यह सभी स्तरों पर समान महत्व देता है हो सकता है कि यह एक कच्चा माल रूपांतरण चरण है या यह WIP रूपांतरण चरण है या यह तैयार माल रूपांतरण चरण है या प्राप्त खाता है यह सभी को समान महत्व देता है यद्यपि अगर आप कुल विक्रय मूल्य की बात करें या बिकने वाले सामान की कुल लागत की यानी कि बिकने वाले सामान की कुल लागत कच्चे माल की रचना अन्य इनपुट लागत की तुलना में बहुत बड़ी है तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें विभिन्न चरणों के महत्व को ध्यान में रखते हुए ऑपरेटिंग चक्र या ऑपरेटिंग चक्र की अवधि की गणना करनी चाहिए कच्चा माल क्योंकि इसमें निवेश की सबसे बड़ी राशि निवेश की सबसे बड़ी राशि की आवश्यकता होती है इसलिए हमें यहां क्या करना चाहिए कि हमें कच्चे माल के लिए अधिक महत्व देने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि अधिक निवेश अधिक दिनों के लिए अवरुद्ध तो उसके लिए अधिक महत्व दिया जाना चाहिए फिर WIP स्टेज पर हमारा प्रमुख हिस्सा कच्चा माल है अन्य घटक छोटे हैं इसलिए उन्हें अपेक्षाकृत कम महत्व दिया जाए या ऑपरेटिंग चक्र की अवधि की गणना करते समय अलग अलग चरणों में आनुपातिक महत्व दिया जाना चाहिए तो वहाँ भारित ऑपरेटिंग चक्र की गणना एक अवधारणा है वजन परिचालन चक्र की गणना करना एक अवधारणा है अब भारित संचालन चक्र की अवधारणा क्या है भारित ऑपरेटिंग चक्र की आवश्यकता है कि जब आप 24 22 10 और 20 दिनों की इस अवधि की गणना कर रहे हैं तो यह एक सरल अवधि है कि नकदी को कच्चे माल और कच्चे माल को WIP में बदलने में कितना समय लगता है WIP माल को तैयार माल में तैयार माल को प्राप्त खातों में और प्राप्त खातों को नकद में लेकिन अगर आप भारित संचालन चक्र की गणना करना चाहते हैं तो हमें यहां क्या करना है आपको इस अवधि को किसी मान के साथ जिसे W कहा जाता है या जिसे वजन कहा जाता है के साथ गुणा करना होगा हमें कुछ भारों की गणना करनी चाहिए या इन अवधि के महत्व के आधार पर हमें इन भारों की गणना करनी चाहिए और से इन अवधि को उन भागों से गुना करना होगा ताकि हम अधिक उपयुक्त अधिक सार्थक ऑपरेटिंग चक्र की गणना कर सकें जिसे भारित ऑपरेटिंग चक्र कहा जाता है इसलिए भारित ऑपरेटिंग चक्र की एक अवधारणा है और हम सीखेंगे कि भारित ऑपरेटिंग चक्र की गणना कैसे करें यह W भारित ऑपरेटिंग चक्र है जिसका अर्थ है WOC यह एक साधारण ऑपरेटिंग चक्र नहीं है बल्कि भारित ऑपरेटिंग चक्र है तो इस मामले में अब हम क्या करेंगे हमें 2 चीजों की आवश्यकता होगी एक बात विभिन्न चरणों की अवधि या दिनों की संख्या है जिसे DRM DWIP DFG और DAP कहा जाता है इसी तरह DAR भी DAR और DAP और दूसरी जानकारी जो हमें चाहिए वह यह है कि उस अवधि को वजन से गुणा करना होगा इसलिए अब तक हमने सीखा है कि उन अवधि 5 अवधि की गणना कैसे करें लेकिन हमने सीखा नहीं है कि उनके संबंधित वजन की गणना कैसे करें संबंधित भार सीखने के लिए हम अब कुछ सूत्रों का उपयोग करेंगे और हम इन भारों की गणना करना सीखना ताकि हम आसानी से भारित चक्र की गणना कर सकें तो भारित ऑपरेटिंग चक्र की गणना के लिए हमें वज़न की गणना करनी होगी तो वज़न की गणना कैसे की जाए यहाँ हम चरण या चरणों के रूप में लिखते हैं और फिर हम यहाँ वजन के रूप में लिखते हैं ये चरण हैं और ये भार हैं इसलिए हम जानते हैं या हम जानेंगे कि कैसे वज़न की गणना अलग अलग चरणों में की जाती है चरणों और वजन इसलिए हमारे पास अलग अलग चरण हैं ऑपरेटिंग चक्र में हमारे लिए पहला चरण कच्चे माल या कच्चे माल की अवधि DRM है इसे DRM कहा जाता है यह सही है हम जानते हैं कि DRM की गणना कैसे करें अब हम सीखेंगे कि किसी ऐसी चीज़ की गणना कैसे करें जिसे WRM कहा जाता है WRM कच्ची सामग्री है कच्चे माल का वजन कच्चे माल का वजन कच्चे माल का वजन कितना होगा इसकी गणना कैसे करें कच्चे माल की लागत प्रति यूनिट कच्चे माल की लागत प्रति यूनिट कच्चे माल की लागत भाग प्रति यूनिट बिक्री मूल्य प्रति यूनिट बिक्री मूल्य क्योंकि हम उस वज़न पर ले जा रहे हैं जो विक्रय मूल्य है वजन की गणना करते समय विक्रय मूल्य सामान्य भाजक होगा वज़न आवश्यक है लोगों का कहना है विशेषज्ञों का कहना है कि देखें कि उनके वजन और मात्रा में अलग अलग इनपुट अलग अलग हैं इसलिए जब आप कच्चे माल की बात करते हैं तो कच्चे माल की लागत कुल विक्रय मूल्य या उत्पाद की कुल लागत का 50 60 होती है जो की उत्पाद की कीमत विक्रय मूल्य नहीं इसलिए इसे एक अलग वजन दिया जाना चाहिए फिर WIP कच्चे माल को पहले से ही तौला जाता है और फिर कुछ खर्च जिन्हें हम बिजली पानी प्रसंस्करण के लिए अन्य इनपुट की तरह उपयोग कर रहे हैं जिन्हें पहले चरण में जोड़ा जाना चाहिए इसलिए हमें WIP के आनुपातिक वजन की गणना करनी चाहिए फिर FG तैयार माल का वजन और फिर प्राप्त खातों का वजन और फिर देय खातों का वजन इसलिए हम सीख रहे हैं कि हम जानते हैं कि इस अवधि की गणना कैसे की जाती है और अब हम सीख रहे हैं कि कैसे WRM की गणना करें जो कि कच्चे माल के स्तर पर वजन की गणना होती है और कच्चे माल के चरण के वजन की गणना की जा सकती है जो कि प्रति यूनिट कच्चे माल की लागत भाग होती प्रति यूनिट विक्रय मूल्य दूसरा चरण DWIP है दूसरा चरण DWIP है और इस चरण का वजन WWIP है यह इस चरण का वजन है या इस स्तर पर वजन WWIP WWIP होगा और यह गणना करने के लिए कि हमें क्या करना है प्रति इकाई WIP की लागत का मूल्य भाग प्रति इकाई विक्रय मूल्य करना है प्रति इकाई WIP की लागत भाग प्रति इकाई विक्रय मूल्य WIP की लागत की गणना करते समय हम निश्चित पूर्व निर्धारित अनुपात का उपयोग करते हैं फिर WIP की गणना कैसे करें WIP का अर्थ है काम की प्रक्रिया तो इसमें हम कच्चे माल की 100 लागत लेते हैं कच्चे माल की 100 लागत और अन्य प्रसंस्करण खर्चों का 50 अन्य प्रसंस्करण खर्चों का 50 हिस्सा लेंगे क्योंकि तैयार माल के लिए कच्चे माल और प्रसंस्करण खर्चों की आवश्यकता होती है पानी हमें चाहिए ऊर्जा हमें चाहिए अन्य इनपुट हमें चाहिए तो WIP चरण हम उन्हें केवल 50 के लिए गिनते हैं यदि प्रश्न में और कुछ नहीं दिया जाता है तो केवल हम इस बात पर ध्यान देंगे कि प्रति इकाई कच्चे माल की लागत योग एक बटा दो प्रतीक आए प्रोसेसिंग लागत इनके योग से प्रति इकाई WIP लागत की गणना होगी फिर हमें तैयार माल की अवधि DFG के लिए जाना होगा और DFG के लिए हमें WFG की गणना करनी होगी तैयार माल का वजन और तैयार माल का वजन है प्रति यूनिट बेचे जाने वाले सामान की लागत बेची गई वस्तुओं की लागत प्रति यूनिट भाग प्रति यूनिट बिक्री मूल्य प्रति यूनिट बिक्री मूल्य COGS प्रति यूनिट बिकने वाले माल की लागत भागप्रति यूनिट विक्रय मूल्य होती है हम लाभ को नहीं जोड़ते हैं हम इसे बिक्री मूल्य के रूप में नहीं कहते हैं तैयार माल की लागत यह है कि हम केवल लागत हिस्सा ले रहे हैं न कि लाभ का हिस्सा इसलिए ही इसे COGS कहा जाता है COGS की गणना करते समय आप यहां क्या लेंगे जो कच्चे माल का 100 है और प्रसंस्करण का 100 अन्य प्रसंस्करण व्यय OPE अन्य प्रसंस्करण व्यय 100 है हमने 50 WIP स्टेज पर लिया है इस स्तर पर हम 100 लेंगे तो यह है कि हम उस भार की गणना कैसे करते हैं जो WFG है जो तैयार माल का वजन है और फिर हमारे पास 2 और वजन है 2 अन्य वजन की गणना के लिए तो अगले चरण में प्राप्त खातों की अवधि DAP है DAR तो इस मामले में आपको प्राप्त खातों के वजन के भार की गणना करनी होगी और प्राप्त खातों के वजन की गणना के लिए जो हम करते वह हैं प्रति यूनिट विक्रय मूल्य भाग प्रति यूनिट विक्रय मूल्य यह वजन हमेशा 1 होता है इसलिए प्राप्त खाते हम कीमत मूल्य पर नहीं विक्रय मूल्य पर मानते हैं तो यह प्रति इकाई विक्रय मूल्य भाग प्रति इकाई विक्रय मूल्य है तो वजन हमेशा 1 होता है और अंतिम गणना जो हमें करनी होती है वह DAP के लिए होती है जो देय राशि की अवधि होती है और वजन WAP होना चाहिए तो यह मूल रूप से देय खाते हैं सामान्यतया किस वजह से दूरी में आते हैं यह केवल कच्चे माल की वजह से है केवल कच्चे माल की वजह से क्योंकि हम कच्चे माल को क्रेडिट पर खरीदते हैं या हमने आपूर्तिकर्ताओं द्वारा क्रेडिट पर कच्चे माल की आपूर्ति की है तो इस वजह से कि बैलेंस शीट में देय खाते मौजूद हैं इसलिए वजन भी उतना ही हो अब उस वजन की गणना कैसे करें जोकि बराबर है कच्चे माल की लागत की लागत समान है क्योंकि आपके देय खाते समान होने जा रहे हैं आपके कच्चे माल की मात्रा क्या है इसलिए प्रति यूनिट कच्चे माल की लागत प्रति यूनिट कच्चे माल की लागत भाग प्रति इकाई बिक्री मूल्य प्रति यूनिट बिक्री मूल्य कच्चे माल की लागत भाग प्रति यूनिट बिक्री मूल्य आप आसानी से इसके लिए वजन का पता लगा सकें तो इसका मतलब है कि कच्चे माल की अवस्था कच्चे माल की अवधि और देय खातों के लिए वजन समान होगा और दूसरों के लिए आनुपातिक रूप से वज़न बदलते रहेंगे और सभी 5 अवधि के लिए कुल वजन की गणना हम कर सकते हैं तो वजन ऑपरेटिंग चक्र की गणना के लिए वजन ऑपरेटिंग चक्र की गणना के लिए हम भारित ऑपरेटिंग चक्र की गणना कैसे करेंगे D जिसे भारित ऑपरेटिंग चक्र की D भारित ऑपरेटिंग चक्र अवधि कहा जाता है जिसे आप WRM जैसे इस सूत्र की सहायता से गणना कर सकते हैं प्राप्त खातों की यह अवधि आप एक दूसरे के साथ गुणा कर रहे हैं तो यह आपको भारित ऑपरेटिंग चक्र की अवधि देगा अब हमने यहां जो सरल परिवर्तन किया है वह पहले केवल यही था अब हमने इसे सभी 4 चरणों में गुणा किया है और फिर भारित की गणना के लिए भारित नकदी चक्र की अवधि की गणना के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं कि आप यह कैसे कर सकते हैं कि भारित ऑपरेटिंग चक्र की अवधि घटना यानी कि DAP में WAP DAP में WAP तो इस तरह हम भारित नकदी चक्र की गणना कर सकते हैं इसलिए हम वज़न से गुणा कर रहे हैं इसलिए हम भारित ऑपरेटिंग चक्र की अवधि की गणना कर रहे हैं और भारित नकदी चक्र की अवधि की भी तो अब भारित ऑपरेटिंग चक्र की गणना कैसे करें भारित नकद चक्र की गणना कैसे करें इसके लिए हम दूसरी समस्या में दी गई जानकारी का उपयोग करेंगे और इस जानकारी की मदद से हम भारित ऑपरेटिंग चक्र की गणना करने की कोशिश करेंगे जो जानकारी दी गई है दूसरी और तीसरी समस्या में और फिर हम इस बारे में स्पष्ट होंगे कि भारित ऑपरेटिंग चक्र की गणना कैसे करें वह हम अगली कक्षा में करेंगे